कोशिका संवर्धन की व्याख्यान श्रंखला में आपका फिर से स्वागत है पिछले लेक्चर में जब हमने ख़त्म किया था तो हमने बात की थी मायोट्यूब के फीनोटाइप के बारे में जब हम मायोट्यूब के फीनोटाइप के बारे में बात करते हैं तो उसमें अनेक केन्द्रक होते हैं और जो एक लाइन में संरेखित होते हैं और इन मायोट्यूब में संकुचन करने की अन्तर्निहित क्षमता होती है कभी कभी ये संकुचन स्वाभाविक होता है और कभी ये न्यूरॉन से मिले संकेत से होता है और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे लेकिन यदि हम चूहे के फ़ीटस से मायोट्यूब्स को उगाते हैं तो ज़्यादातर मायोट्यूब्स में स्वाभाविक रूप से संकुचन होता है जब भी किसी पेशी या मसल में संकुचन होता है तो दो चीज़ें होती हैं एक तो एक्टीन मायोसिन तंतु एक दुसरे के ऊपर विपरीत दिशा में सरकते हैं और इस तरह उनमें संकुचन होता है इसको समझने के लिए आप कोई भी प्राणी शरीर विज्ञान की किताब पढ़ सकते हैं या हमारी कोई दूसरी व्याख्यान श्रंखला भी देख सकते हैं जहाँ इसके बारे में बात की गयी है और ये बहुत आसान है लेकिन इस तरह से तंतुओं के सरकने के लिए कैल्शियम का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत होती है और कैल्शियम को इस वातावरण में आना पड़ता है कुछ इस तरह से जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था अब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये सातवें हफ्ते का चौथा लेक्चर है जब ये तंतु या फिलामेंट सरकते हैं तो आप एक ख़ास समय पर इस तरह के बिंदु पाएंगे जो कैल्शियम स्पाइक यानि कैल्शियम के बढे हुए स्तर को दर्शाते हैं और ये स्पाइक बहुत ही क्षणिक होता है जो इस तरह से बढ़ता है और इस तरह से कम होता है लेकिन इस क्षणिक स्पाइक को नियंत्रित कौन करता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस क्षणिक स्पाइक को मायोट्यूब में मौजूद एक कोशिकांग या ऑरगनेल नियंत्रित करता है अब इसमें जटिलता थोड़ी बढ़ाई जा रही है वो कोशिकांग जो मायोट्यूब्स में मौजूद है उसे सारकोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम यानि पेशीद्रव्य जालिका कहते हैं और ये एक तरह का स्पंज है जब ये निचोड़ता है तो कैल्शियम बाहर आ जाता है जिसको फिर ये वापस खींच लेता है तो ये कोशिकांग इस तरह मौजूद है ये कैल्शियम को बाहर फेंकता है और तुरंत ही वापस खींच लेता है और जिस समय अवधि में ये कैल्शियम को बहार फेंकता है और वापस खींचता है वो इस कैल्शियम स्पाइक को निर्धारित करती है इस सारकोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम द्वारा उत्पन्न किये जाने वाली कैल्शियम स्पाइक की प्रक्रिया को कोशिका संवर्धन डिश में भी बनाये रखना ज़रूरी होता है अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आप सही तरह की मायोट्यूब नहीं बना पा रहे हैं या फिर फीनोटाइप लक्षण को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं तो सारकोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम देने वाला कोशिकांग है और ये दो तरह के रिसेप्टर यानि ग्राहियों से प्रभावित या सक्रिय होता है तो इनकी सतह पर ये दो विशिष्ट प्रकार के सेंसर होते हैं जो कि कैल्शियम सेंसर हैं और इनको दर्शाने के लिए हम दो अलग अलग रंग ले रहे हैं ये लाल रंग से और ये हरे रंग से दर्शाये गए हैं एक को रायनोडाईन रिसेप्टर कहते हैं और दूसरे को डी एच पी आर रिसेप्टर कहते हैं और ये दोनों कैल्शियम चैनल हैं डी का मतलब डाई एच यानि कि हाइड्रो पी मतलब पायरीडीन और आर यानि कि रिसेप्टर तो सारकोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम में ज़रूरी तौर पर दो अलग अलग तरह के सेंसर होते हैं जो कि रायनोडाईन और डी एच पी आर रिसेप्टर हैं रायनोडाईन को आर वाई आर भी कहते हैं जिसमे आर वाई का मतलब होता है रायनोडाईन और आर का मतलब होता है रिसेप्टर उसी तरह डी एच पी आर होते हैं तो ये दोनों कैल्शियम सेंसर हैं जो कैल्शियम को बाहर फेंकने और अंदर खींचने में मदद करते हैं इस तरह से कैल्शियम सेंसर स्पाइक में काम करते हैं जैसा कि सारकोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम में हमने देखा था अब हमारे पास कृत्रिम परिवेश में इस तरह बहुकेंद्रित मायोट्यूब्स हैं जो वृद्धि कर रही हैं तो इनसे ये आशा की जाती है कि इनका एक फीनोटाइप है और इनकी कार्यक्षमता है जो कि संकुचित होना है ये संकुचन या तो स्वाभाविक तरीके से हो सकती है या किसी संकेत द्वारा भी हो सकती है जब हम फीनोटाइप की बात करते हैं तो एक तो हम आकारिकी यानि मोर्फोलॉजी देखते हैं और दूसरा मायोसिन हैवी चेन प्रोटीन की अभिव्यक्ति देखते हैं यदि आप इस चित्र को देखते हैं जिसमे हमने मसल के विकास के बारे में पढ़ा था और आप याद करें कि ये मायोसिन हैं जो कि यहाँ नीले रंग से दर्शाये गए हैं ये मायोसिन जब मायोट्यूब्स बनाते हैं तो ये अपना रूप बदल लेते हैं और इनके उप प्रकार की अभिव्यक्ति होती है और ये मायोट्यूब्स में दिखने वाले मायोसिन एकल कोशिका में दिखने वाले मायोसिन से कहीं ज़्यादा परिपक्क दिखते हैं इस रूपांतर के दौरान पहले फीटल मायोसिन हैवी चेन नियोनेटल यानि नवजात मायोसिन हैवी चेन में बदलती हैं और फिर अंत में ये व्यस्क मायोसिन हैवी चेन में परिवर्तित हो जाती हैं एम एच सी का मतलब है मायोसिन हैवी चेन और इनमे इस तरह से रूपांतरण हो रहा है तो यदि आप वास्तव में सफल होते हैं और यदि सफल होने का दावा करते हैं तो आपको कम से कम इस चरण तक पहुंच जाना चाहिए आप नियोनेटल मायोसिन हैवी चेन की अभिव्यक्ति में सफल होने चाहिए फीटल मायोसिन हैवी चेन को नियोनेटल मायोसिन हैवी चेन में परिवर्तित होना चाहिए और ये कोशिका संवर्धन डिश में होना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये हैवी चेन की अभिव्यक्ति उचित नहीं है और फीनोटाइप जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कुछ बना लेने से काम नहीं चलेगा तो मायोसिन हैवी चेन की अभिव्यक्ति के बाद संकुचन दूसरा भौतिक मापदंड है जिसको हम देखेंगे और फिर तीसरा अंतर है सारकोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम का बनना जिसको रायनोडाईन और डी एच पी आर रिसेप्टर से सिद्ध किया जा सकता है ये दोनों इस सफर में बहुत ज़रूरी है कि ये कोशिकाएं या ये टिश्यू इन्हे अभिव्यक्त करने में समर्थ होने चाहिए और एक और ज़रूरी बात ये है कि ये दोनों विशिष्ट मार्कर डी एच पी आर और आर वाई आर एक दूसरे के बहुत नज़दीक होने चाहिए कुछ तरह से ये लगभग ऐसे लगेंगे जैसे कि ये दोनों एक ही हों बिल्कुल इस तरह से और ये अलग नहीं होने चाहिए वरना कैल्शियम स्पाईकिंग नहीं होगी तो ये आप कैसे करेंगे आपके पास विशिष्ट प्रकार की एंटीबाडी होनी चाहियें डी एच पी आर के विपरीत एंटीबाडी और आर वाई आर के विपरीत एंटीबाडी अगर आपके पास ये एंटीबाडी हैं तो आप उन्हें अलग अलग लेबल कर सकते हैं तो जब आप कंकाल पेशियों का संवर्धन कर रहे हैं आपको ये सब मापदंड ध्यान रखने चाहिए और देखे की आप कैसे ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप वो सभी लक्षण देख पा रहे हैं जो कि प्राकृतिक स्थिति में परिपक्क टिश्यू में होते हैं अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको वापस जाकर मूलभूत चीज़ों को देखना होगा और कारण ढूंढना होगा तो आपको किन किन साधनों की ज़रूरत होगी आपको फीटल मायोसिन हैवी चेन के लिए एंटीबाडीज की ज़रूरत होगी आपको देखना होगा कि प्रारंभिक चरण में फीटल मायोसिन हैवी चेन अभिव्यक्त होंगी फिर आपके पास नियोनेटल मायोसिन हैवी चेन के लिए एंटीबाडीज होनी चाहियें अगर आप व्यस्क मायोसिन हैवी चेन का संवर्धन कर पाते हैं तो उसके लिए आपके पास एंटीबाडीज होनी चाहिए आपको डी एच पी आर और रायनोडाईन रिसेप्टर के विपरीत एंटीबाडीज की ज़रूरत पड़ेगी आप उनका शारीरिक संकुचन देखने में समर्थ होने चाहिए और इलेक्ट्रोफीसिओलॉजी तकनीक के माध्यम से आप पेशी कोशिकाओं या मायोट्यूब द्वारा उत्पन्न एक्शन पोटेंशियल यानि क्रिया विभव देखने में समर्थ होने चाहिए अगली विशेषता जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिये कि आप सफल हुए हैं या नहीं वो है कनफोकल माइक्रोस्कोपी के माध्यम से कैल्शियम स्पाइक को देख पाना ये संभव है कि आप इस तरह स्पाइक देख सकते हैं और कुछ जगह पर ऐसी भी दिख सकती है तो यदि आपके पास सही प्रकार की स्पाइक है तो आप कैल्शियम को माप सकते हैं जिसके लिए आपको विशिष्ट डाई की ज़रूरत पड़ेगी जो कैल्शियम के साथ बंध सके अब आप उन चीज़ों की सूची बना सकते हैं जिनको आपको ये सुनिश्चित करने के लिए इकट्ठा करना होगा कि आपका कृत्रिम तंत्र सही तरह से काम कर रहा है तो इसके लिए बहुत ही योजना बनाने की ज़रूरत होती है और सबसे ज़रूरी है मूल कार्य करना और वास्तव में अध्ययन करना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सफल हुए हैं या असफल हुए हैं लेकिन ये महत्त्वपूर्ण है कि आपने मूल कार्य ठीक से किया हो और हर नए विवरण को ध्यान से देखा हो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पूरी प्रणाली का दृढ़ता से पालन करें और देखें कि सभी मापदंडों को ध्यान में रखा गया है कंकाल पेशी के परिभाषित तंत्र के बारे में बात करें तो पहली चीज़ है कि आपके पास एक परिभाषित मीडियम होना चाहिए बल्कि उससे भी पहले ध्यान रखने वाली बात है कि आप किस आयु वर्ग से टिश्यू इकट्ठा रहे हैं और अलग अलग आयु से टिश्यू लेने के फायदे और नुकसान के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं तो अगर आप नियोनेटल नवजात या जन्म के बाद टिश्यू लेते हैं तो उसमे आपको बहुत सारा फायब्रोब्लास्ट मिल जाएगा यदि आप इस क्षेत्र से या इस क्षेत्र से टिश्यू लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे फायब्रोब्लास्ट होंगे और ये बहुत जल्दी विभाजित होंगे और अगर ये बहुत जल्दी विभाजित होते हैं तो ये कंकाल पेशियों से ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ आपको इनको अलग करने के लिए तकनीक की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप फायब्रोब्लास्ट को अलग कर सकें एक बार आप फायब्रोब्लास्ट को अलग कर लेते हैं उनमे अभी भी सम्मिश्रण हो सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते तो एक तरीका जिससे आप फायब्रोब्लास्ट को पेशी कोशिकाओं से अलग कर सकते हैं वो ये है कि आप इनके एकल कोशिका सस्पेंशन या सिंगल सेल सस्पेंशन को फैला दीजिये और जो कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं के मुकाबले जल्दी बैठ जाती हैं वो ज़्यादातर फायब्रोब्लास्ट होती हैं जब फायब्रोब्लास्ट नीचे बैठ जाएंगे तो आप ऊपर से सस्पेंशन को हटा सकते हैं जिसमे ज़्यादातर पेशी कोशिकाएं होंगी ये कुछ तरीके हैं जिनके बारे में आप संबंधित साहित्य से जानकारी ले सकते हैं और ये कोई बड़ा काम नहीं है अब ये आयु पर निर्भर करेगा कि फायब्रोब्लास्ट में कितना सम्मिश्रण है यदि आप एफ 18 से टिश्यू लेते हैं तो सम्मिश्रण बहुत काम मात्रा में होगा लेकिन इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं नुकसान ये है कि फायब्रोब्लास्ट की वृद्धि धीरे होगी क्यूंकि फायब्रोब्लास्ट कुछ ऐसी चीज़ों का स्राव करते हैं जिनकी कंकाल पेशियों को ज़रूरत होती है लेकिन यदि आप इन कारकों को कोशिका मीडियम में नियंत्रित कर सकते हैं तो आपको अच्छी मात्रा में फायब्रोब्लास्ट प्राप्त हो सकते हैं लेकिन फिर से ये आपकी मूल जीवविज्ञान की समझ पर निर्भर करेगा इसलिए फायब्रोब्लास्ट में कितना सम्मिश्रण होगा ये आयु वर्ग पर निर्भर करेगा एक बार आप सही आयु का चुनाव कर लेते हैं तो अगली ज़रूरत जो होगी वो परिभाषित मीडियम की होगी मीडियम क्यों आपको याद होगा कि हमने दो चरण के बारे में बात की थी एक विभाजन और विभेदीकरण और दूसरा केवल विभेदीकरण इसके बाद आपको इन सभी मापदंडों की जरूरत होगी मॉर्फोलॉजी यानि आकारिकी मायोसिन हैवी चेन की अभिव्यक्ति फीटल मायोसिन हैवी चेन नियोनेटल मायोसिन हैवी चेन की अभिव्यक्ति और यदि आगे जाते हैं तो व्यस्क मायोसिन हैवी चेन सारकोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम की उपस्थिति रायनोडाईन रिसेप्टर डी एच पी आर रिसेप्टर एक्शन पोटेंशियल मायोट्यूब उनका संकुचन उसके बाद कैल्शियम स्पाइक को मापना अब आप समझ गए होंगे कि कोशिका संवर्धन मॉडल के विकास की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि आप कुछ कोशिकाएं फ़ेंक देंगे और कोशिकाएं पैदा हो जाएंगी ये व्यवस्थित ढंग से समझने की ज़रूरत है कि आप वास्तविक जीवन के कितने करीब हैं अब हम यहीं ख़त्म करेंगे और अगले लेक्चर में ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करेंगे